अब तक हमने जो भी प्रतिनिधित्व देखा है वे सभी संख्याएं प्रकृति में सकारात्मक हैं हमने नकारात्मक संख्याओं पर विचार नहीं किया हैं लेकिन आप देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याएँ काफी सामान्य हैं जैसे कि जब आप विशेष रूप से घटाव ऑपरेशनकर रहे हैं तो आप एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त कर सकते हैं और उस ऋणात्मक संख्या को भी कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित करना होगा ऋणात्मक संख्या भंडारण के लिए हमें कुछ विशेष प्रतिनिधित्व के बारे में सोचना होगा और जब हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इस ऋणात्मक संख्या को 2 अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाता है एक प्रतिनिधित्व को 1's कॉम्प्लीमेंट के रूप में जाना जाता है और दूसरे प्रतिनिधित्व को 2's कॉम्प्लीमेंटके रूप में जाना जाता है तो 1's कॉम्प्लीमेंट प्रतिनिधित्व में हम एक ऋणात्मक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक बिट का पूरक लेते हैं उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक संख्या है यदि मुझे संख्या ऋण 4 का प्रतिनिधित्व करना है 4 बिट नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम 4 बिट नंबर सिस्टम में प्लस 4 का प्रतिनिधित्व लेते हैं तो प्लस 4 को इन 4 बिट बिट नंबर सिस्टम में 0100 की तरह दर्शाया गया है इसलिए यदि आप ऋण 4 का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हम प्रत्येक बिट को पूरक करेंगे इसलिए हम पूरक करना शुरू करते हैं तो यह बिट 1 हो गया है यह 0 है यह 1 है और यह 1 है इसलिए यह 1's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में माइनस 4 का प्रतिनिधित्व है इसलिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट किसी भी संख्या का तो यदि यह बिट 0 है तो यह सकारात्मक संख्या को दर्शाता है और यदि मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट 1 है तो यह ऋणात्मक संख्या को दर्शाता है तो उस समझ के साथ मुझे संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 बिट मिले हैं इसलिए 3 बिट्स के साथ मैं जा सकता हूं नंबर 7 तक इसलिए अगर मुझे मिला है मान ले तो 4 बिट प्रतिनिधित्व मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूं 0 से 7 की संख्या जो सकारात्मक हैं और मैं उनके पूरक ले सकता हूं और मैं 1 से 8 का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं क्योंकि यदि मैं 4 बिट नंबर सिस्टम में 0 का प्रतिनिधित्व लेता हूं तो संख्या 0000 है अगर मैं 1's कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यह सभी 1 हो जाएगा और यह 0 का प्रतिनिधित्व करता है तो यह गलत है इसलिए अगर मुझे प्लस 7 का प्रतिनिधित्व करना हैं तो प्लस 7 को 0111 के रूप में दर्शाया जाता है अगर मैं 7 का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो यह 1000 हो जाता है इसी तरह अगर मैं कहना चाहता हूं कि 7 का प्रतिनिधित्व 1000 के रूप में किया जाता है तो यह माइनस 8 नहीं है तो यह माइनस 7 तक जा रहा है इसलिए मैं 0 से प्लस 7 और माइनस 1 से माइनस 7 तक जा सकता हूं यह संभव है हालांकि वहाँ एक समस्या है समस्या 0 का प्रतिनिधित्व है 4 बिट संख्या प्रणाली में 0 का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाएगा अब अगर मैं इन सभी बिट्स का पूरक लेता हूं तो क्या होगा यह 1111 हो जाएगा इसका मतलब है तो यह क्या दर्शाता है हमारी शब्दावली के अनुसार इसे 0 का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो यह समस्या है क्योंकि अब आपको एक ही संख्या के 2 प्रतिनिधित्व मिले हैं क्योंकि 0 और 0 अर्थहीन है वे समान हैं लेकिन जहां तक 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशन का सवाल है तो आपको उनके लिए 2 अलग अलग प्रतिनिधित्व मिले हैं तो यह मुश्किल बना देता है इस वजह से हम एक और प्रतिनिधित्व के लिए गए जिसे 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशन के रूप में जाना जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशनमें1'sकॉम्प्लीमेंटरिप्रजेंटेशन को प्राप्त करने के बाद हम इसमें 1 जोड़ते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशनमें 4 इस तरह होगा तो 4 को2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्राप्त करने के लिए पहले हम 4 0100 के प्रतिनिधित्व के साथ शुरू करते हैं फिर हम 1'sकॉम्प्लीमेंट लेते हैं जो 1000 है और फिर हम इसके साथ एक जोड़ते हैं इस तरह यह 1001 हो जाता है तो अब आपको यह नंबर मिल गया है तो यह माइनस 4 का 2's कॉम्प्लीमेंट प्रतिनिधित्व है ठीक है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशन यह इस प्लस 0 माइनस 0 अभ्यावेदन से ग्रस्त नहीं है क्योंकि प्लस 0 का प्रतिनिधित्व सभी 0 से होता है अब यदि आपको माइनस 0 मिला है यदि आप माइनस 0 का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं तो हम जो करेंगे वह यह है कि हम इस माइनस को लेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसलिए मुझे यह मिलेगा अब 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रजेंटेशनके लिए इस 1111 के साथ मैं इस 1111 के साथ एक जोड़ूंगा तब जब मैं यह जोड़ दूंगा तो ये सभी बिट्स 0 हो जाएंगे और कैर्री 1 के साथ इसलिए यदि हम इस कैर्री को छोड़ देते हैं इसके बाद यह 0 हो जाता है हालांकि प्लस 0 और माइनस 0 दोनों का प्रतिनिधित्व उसी संख्या द्वारा किया जाता है जो संख्या प्रणाली में सभी 0 है तो यह ऋणात्मक संख्या प्रतिनिधित्व को आसान बनाता है तो वहाँ एक सवाल है संख्याओं की रेंज का जिसे आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए यदि आपको एक n बिट प्रतिनिधित्व मिला है तो यह 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम यह आपको केवल एक संख्याओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देगा इसलिए यदि आपको n बिट प्रतिनिधित्व मिला है तो यह 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टमबताता है कि आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं 2n 1 to 2n 1 1 उदाहरण के लिए यदि आपको n 4 के बराबर मिला है यदि आप ऋणात्मक संख्याओं पर विचार नहीं कर रहे हैं तो आप 0 से 15 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यह 15 कुछ नहीं परन्तु 2 का घात 4 माइनस 1 है इसलिए हम 0 से 15 तक जा सकते हैं लेकिन यदि आप दोनों सकारात्मक और नकारात्मक संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फिर आप जा सकते हैं 23 1 to 23 1 1 इसलिए बाकी संख्याओं को n के बिट में 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का उपयोग करके नहीं दिखाया जा सकता है इसलिए यदि आप बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश के मूल्य को बढ़ाना होगा आपको संख्या प्रणाली में अधिक बिट्स का उपयोग करके इसका प्रतिनिधित्व करना होगा तो इस तरह से हम इस बात को कर सकते हैं अब यह हमें कैसे मदद करता है यह 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में जोड़ और घटाव एक सामान हो जाते है तो यह कैसे करना है जैसे अगर मुझे यह घटाव कहना है तो 55 ऋण 44 ये सभी संख्याओं की आधार संख्या 10 हैं इसलिए सबसे पहले मुझे 55 का बाइनरी प्रतिनिधित्व लेना होगा तो यदि मैं बाइनरी प्रतिनिधित्व के लिए यह आसान है अगर आप बिट्स के रूप में इस चार्ट 1 2 4 8 16 को शीर्ष पर लिखते हैं जैसा कि हम बाईं ओर आगे बढ़ रहे हैं अंकों का वजन बढ़ रहा है तो 55 यह बिट 1 होना चाहिए आप 23 के साथ बचे हैं इसलिए यह 161 के बराबर होना चाहिए इसलिए 16 23 ऋण 16 आपको 7 के साथ छोड़ देते हैं तो यह 48 है 32 प्लस 16 48 है अब मैं 8 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यह 56 बना देगा इसलिए मुझे यह 4 लेना होगा इसलिए यह हमें 52 बना देगा और यह दोनों 1 होना चाहिए तो 110111 यह प्रतिनिधित्व है 55 का तो यह 55 है तो 44 के लिए फिर से उसी तकनीक से जा रहे है 32 प्लस 8 40 प्लस 1 44 अब मैं ऋण 44 का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं इसलिए मेरे पास एक और अंक होना चाहिए इसलिए अगर मैं 6 बिट का प्रतिनिधित्व लेता हूं तो मैं 44 का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता हूं क्योंकि 6 बिट प्रतिनिधित्व के साथ मैं माइनस से जा सकता हूं यदि आप इस सूत्र का पालन करते हैं यदि n 6 के बराबर है यह जा सकता है माइनस 2 का घात 5 से 2 का घात 5 ऋण 1 तक जा सकता है इसलिए सीमा ऋण 32 से प्लस 31 के बीच है तो इस प्रारूप में ऋण 44 का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है तो मुझे n बराबर 7 के लिए जाना है अगर मैं n7 के बराबर के लिए जाता हूं तो उस स्थिति में मैं ऋण 2 का घात 6 से 2 का घात 6 माइनस 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं तो 2 का घात 6 64 है माइनस 64 से प्लस 63 है तो ये नंबर उस रेंज में फिट होते हैं तो मैं एक 7 बिट प्रतिनिधित्व लेता हूँ इसलिए यदि मुझे ऋणात्मक 44 का प्रतिनिधित्व करना है तो सबसे पहले मुझे करना होगा इसलिए प्लस 44 इसे 0101100 के रूप में दर्शाया गया है इसलिए मैं पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यह 1010011 हो जाता है और फिर मैं इसके साथ 1 जोड़ देता हूं तो यह 0010101 हो जाता है अब अगर मैं इसे 55 के साथ जोड़ देता हूं तो मेरा ऑपरेशन एक घटाव ऑपरेशन है लेकिन मैं एक जोड़ करता हूं तो जोड़ मैं कैसे करूँगा तो इसके साथ मैं इस संख्या 55 को जोड़ देता हूं इसलिए 7 बिट में 55 का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है 0 पहला बिट 0110111 होना चाहिए इस जोड़ को करे तो यह 110 है फिर 1 कैर्री है फिर 0 है फिर 1 आता है यह 0 हो जाता है और 1 कैर्री होता है तो यह संख्या बन जाती है तो इस बिट को मैं अनदेखा कर सकता हूँ तो आप देखते हैं यह डेसीमल संख्या में 11 के अलावा कुछ भी नहीं है डेसीमल नंबर सिस्टम में ये मान 11 8 प्लस 2 प्लस 1 है इसलिए मैं इस तरह से इस जोड़ ऑपरेशन जोड़ और घटाव ऑपरेशन को एक ही अंदाज में कर सकता हूं तो यह स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है लेकिन बात यह है कि जब आप अपने सिस्टम में अपने प्रोसेसर में कुछ सर्किटरी कर रहे होते हैं तो हार्डवेयर के एक टुकड़े द्वारा 2 ऑपरेशन करने में सक्षम होना बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि तब आपको अलग अलग ऐडर अलग सबट्रैक्टर नहीं रखना पड़ता है जबकि अन्य नंबर सिस्टम के लिए जैसे कि 1's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है आपका ऐडर सबट्रैक्टर मॉड्यूल अलग होना चाहिए इसे एडिशन मॉड्यूल के साथ क्लब नहीं किया जा सकता है तो इस तरह यह कुछ कठिनाई पैदा करता है मान लीजिए हम पहली समस्या जिस पर विचार करेंगे वह यह है इसे यह मिल गया है हमें 2 अलग अलग नंबर सिस्टम में 2 नंबर दिए गए हैं बेस मान ज्ञात नहीं हैं लेकिन यह कहा जाता है कि संख्याएँ समान हैं तो संख्याओं के मान समान हैं तो फिर बेस मान क्या हो सकता है तो मान ली गई संख्या दी गई समीकरण में इस प्रकार है x 1 y पहली संख्या बेस x 1 संख्या प्रणाली है और दूसरी संख्या बेस y संख्या प्रणाली है और मान समान हैं इसलिए हमें x और y के मूल्यों का पता लगाना होगा X और y के संभावित मान क्या हैं बेशक उत्तर अद्वितीय नहीं हो सकता है लेकिन हम यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा है तो अगर यह सच होना है तो अगर हम सिर्फ अपना नंबर सिस्टम ज्ञान लागू करते हैं तो 4 9 3y5 इसलिए यदि आप इसे और सरल बनाते हैं तो यह 4 x प्लस 5 को 3 y प्लस 5 के बराबर देता है इसलिए यह 5 2 पक्षों से रद्द हो जाता है तो हमें 4 x के बराबर 3 y मिला है तो यह आवश्यकता है यह बात 4 x के बराबर 3 y कैसे हो सकती है अब उसी समय में हमारे पास एक चीज हो सकती है जैसे कि यह x 3 y बटे 4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए तो यह अंतिम स्थिति है जो यहां आने के लिए निकलती है अब इस शर्त को पूरा करना होगा अब x और एक और आवश्यकता है इसलिए कई मान हो सकते हैं जिससे कि समीकरण संतुष्ट किया जा सकता है x 3 के बराबर और y को 4 के बराबर रखकर इस समीकरण को संतुष्ट किया जा सकता है लेकिन क्या यह इसका हल हो सकता है यह x 3 के और y 4 के बराबर क्या यह इस प्रणाली का समाधान हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह x माइनस 1 इस संख्या प्रणाली का बेस है और इस बेस में यदि x 3 के बराबर है तो अब बेस क्या है बेस 2 के बराबर हो जाता है इसलिए अनुमत अंक केवल 0 और 1 हैं लेकिन यहां मैं अंक 4 और 9 का उपयोग कर रहा हूं तो x 3 के बराबर मान्य नहीं है उसी तरह y 4 के बराबर भी मान्य नहीं है क्योंकि यहाँ यह 35 है इसलिए 5 बेस हमें एक अंक मिला है जो कि 5 है और बेस को 5 से अधिक होना है तो ये 4 के बराबर नहीं हो सकता है इसलिए यह समाधान गलत समाधान है इसलिए आप इसे समाधान के रूप में नहीं ले सकते तो एक और समाधान इस समीकरण से मैं कह सकता हूं कि x ऋण 1 10 से अधिक होना चाहिए यह 10 से अधिक या बराबर होना चाहिए क्योंकि 9 यहाँ है इसलिए अगला अंक 10 है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x 11 से अधिक या बराबर होना चाहिए इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि y5 से अधिक या बराबर होना चाहिए इसलिए ये अतिरिक्त बाध्यता हैं जो हमारे पास इस समाधान पर हैं तो अब हमें 3 स्थिति मिल गई हैं 4 x 3 y के बराबर यह एक शर्त है x 11 से अधिक या बराबर y 5 से अधिक या बराबर यह अन्य 2 शर्त हैं इसलिए यदि आप इन सभी शर्त को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा एक संभावित समाधान के रूप में x 12 के बराबर है और y 16 के बराबर है इसलिए हमें यह समाधान x 12 के बराबर और y 16 के बराबर मिला है तो इस तरह यदि यह समाधान यह इस समीकरण 4 x बराबर 3 y को संतुष्ट करता है उसी समय में यह इन आवश्यकताओं को x माइनस 1 10 से अधिक या बराबर और y 5 से अधिक या बराबर को संतुष्ट करता है दोनों शर्त संतुष्ट हैं तो यह एक सही समाधान है तो आपके पास x के अन्य मान भी हो सकते हैं जैसे यदि आप गुणा करते हैं यदि आप अगले उच्च मूल्य के लिए जाते हैं तो x को 36 या इस के किसी भी बहुगुणन के बराबर कहे x दोनों को 2 से गुणा करने के बराबर x 24 के बराबर y 32 के बराबर तो यह भी एक समाधान है तो यहाँ कई समाधान हैं लेकिन यह उन समाधानों में से एक है ठीक है तो आगे हम इस परिचय व्याख्यान के एक अन्य भाग में जाएंगे जो मूल डिजिटल डिज़ाइन के बारे में है इसलिए हमने उन संख्याओं को देखा है जिन्हें वे कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहीत कर सकते हैं या यदि प्रोसेसर उन्हें 2's कॉपलेमेंट नंबर सिस्टम का उपयोग करके संसाधित कर सकता है लेकिन प्रसंस्करण करने के लिए हमें कुछ सर्किटरी की आवश्यकता होगी और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम मान लेंगे कि जानकारी डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है इसलिए जो ऑपरेशन किया जाता है वह केवल डिजिटल प्रारूप में होता है अब जब मैं इस डिजिटल प्रारूप डेटा और उनके प्रसंस्करण के बारे में बात कर रहा हूं तो हम अनिवार्य रूप से डिजिटल लॉजिक सर्किट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हो सकता है तो यह डिजिटल लॉजिक सर्किट इसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम हैं इसलिए हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन इस माइक्रोप्रोसेसर पाठ्यक्रम पर हमारी चर्चा करते समय हमें जिन भागों की आवश्यकता हो सकती है मैं सिर्फ उन अवधारणाओं को छूने की कोशिश करूंगा अब डिजिटल लॉजिक का मतलब है तो यदि यह एक सर्किट है जिसे डिजिटल ब्लॉक के रूप में लिया जाता है तो इसे कई इनपुट मिले हैं और कई आउटपुट हो सकते हैं अब एनालॉग सिग्नल के विपरीत जहां प्रकृति में मूल्य कंटीन्यूअस हैं डिजिटल प्रणाली में मूल्य डिस्क्रीट हैं और हमें 2 अलग अलग डिस्क्रीट स्तर मिले हैं तो एक को हाई लॉजिक लेवल कहा जाता है और दूसरे को लौ लॉजिक लेवल कहा जाता है तो ये हाई और लौ लॉजिक लेवल वे मूल रूप से 2 वोल्टेज स्तर हैं जिन्हें हम मानते हैं एक हाई है दूसरा लौ है अब कई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं जिनके द्वारा इन डिजिटल सर्किटों को साधित किया जाता है 2 लोकप्रिय प्रौद्योगिकियां टीटीएल और सीएमओएस हैं तो ये 2 लोकप्रिय तकनीकें हैं जो हमारे पास हैं अब इनमें से प्रत्येक लॉजिक इन लॉजिक फैमिलीज़ उन्हें इस हाई लॉजिकLogic और लौ लॉजिक संकेत के अलग अलग व्याख्या मिली है तो मूल रूप से यह संकेत जो आपको यहां मिल रहे हैं वोल्टेज के अलावा कुछ नहीं है तो उस वोल्टेज को लॉजिक हाई या 1 या लॉजिक लौ या 0 के रूप में व्याख्या करना यह उस स्तर पर निर्भर करता है जिसे वह विशेष लॉजिक फॅमिली मानता है टीटीएल के मामले में इस लॉजिक हाई को कुछ भी जो कि 24 वोल्ट से अधिक है लिया जाता है जो कुछ भी 24 वोल्ट से अधिक है वह लॉजिक हाई के रूप में लिया जाता है और कुछ भी जो 05 वोल्ट से कम है लॉजिक लो के रूप में लिया जाता है दूसरी ओर सीएमओएस के लिए और यहां टीटीएल परिवार का डीसीDC आपूर्ति वोल्टेज 5 वोल्ट है इसलिए इस संबंध में हमें यह हाई लॉजिक लेवल और लौ लॉजिक लेवल मिल गया है सीएमओएस में यह लागत पर विचार किया गया है जो कुछ भी जो 03 से अधिक है जिसे VDD माना जाता है इससे कम जो कुछ भी है उसे लॉजिक लौ के रूप में लिया जाता है वीडीडी और वीएसएस वास्तव में वोल्टेज की आपूर्ति करते हैं तो CMOS के मामले में 2 बिंदु हैं एक को VDD और दूसरे को VSS कहा जाता है तो सामान्य तौर पर यह वीएसएस बिंदु ग्राउंड बिंदु है और वीडीडी आपूर्ति वोल्टेज बिंदु है इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा कि हमें टीटीएल के मामले में कहा गया है हम सामान्य रूप से इसे वीसीसी कहते हैं लेकिन इस मामले में हम इसे वीडीडी कहेंगे ग्राउंड वीएसएस 0 के बराबर नहीं हो सकता है वीएसएस का कुछ अन्य मूल्य हो सकता है तो VDD और VSS के बीच अंतर तो यह अंतर के रूप में लिया जाता है अन्यथा यह समान है तो आप देखते हैं कि लॉजिक लेवल में अंतर है और सीएमओएस को विभिन्न तकनीक मिला है और विभिन्न प्रौद्योगिकियों में इन वीडीडी वीएसएस मूल्यों को वे बदलते हैं इसलिए परिणामस्वरूप हमे अलग मिले हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी स्केलिंग प्रगति कर रही है तो अब आपूर्ति वोल्टेज 1 वोल्ट की सीमा में है इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हाई और लौ लेवल्स टीटीएल की तुलना में बहुत कम है जो हमारे पास में है तो बेशक इन परिवारों में से प्रत्येक को अपने फायदे और नुकसान मिले हैं हम इसमें नहीं जाएंगे और दोनों परिवारों का उपयोग सर्किट कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा ज्यादातर CMOS सर्किट लेकिन सर्किट के आउटपुट चरणों के लिए कई मामलों में हम टीटीएल लॉजिक के लिए भी जाते हैं इसलिए डिजिटल परिवार को देखते हुए किसी भी डिजिटल सर्किट को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक को कॉम्बिनेशन क्लास कहा जाता है और दूसरे को सेक्विवेन्शन क्लास कहा जाता है कॉम्बिनेशन सर्किट का मतलब है कि वहाँ कोई मेमोरी नहीं है सर्किट जो प्रीवियस स्टेट को याद नहीं रखता है यह वर्तमान इनपुट को देखते हुए यह आउटपुट का उत्पादन करेगा इसलिए यहां आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है जबकि सेक्विवेन्शन सर्किट के मामले में आउटपुट सिस्टम की करंट स्टेट करंट स्टेटऔर इनपुट पर निर्भर करता है यह दोनों मात्राओं पर निर्भर करता है तो यह एक कॉम्बिनेशन सर्किट और सेक्विवेन्शन सर्किट के रूप में होता है अब कॉम्बिनेशन सर्किट भाग के लिए यह आमतौर पर लॉजिक गेट्स नामक चीज का उपयोग करके साधित किया जाता है और लॉजिक गेट्स के कई प्रकार होते हैं तो आप लॉजिक गेट के प्रकार जैसे AND से परिचित हो सकते हैं तो यह एक AND लॉजिक का प्रतीक है इसमें 2 इनपुट हैं ए और बी और आउटपुट एफ है फिर इसे एक ट्रुथ टेबल के रूप में दर्शाया गया है तो ट्रुथ टेबल में हमें गेट के प्रत्येक इनपुट और आउटपुट के अनुरूप कॉलम मिले है अब हम इन इनपुट मूल्यों के सभी संभावित संयोजनों को सूचीबद्ध करते हैं तो अगर यह है तो वे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकते हैं इसलिए सामान्य तौर पर लौ वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए 0 और लॉजिक हाई वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 का उपयोग करेगा अब यह AND गेट कहता है कि आउटपुट 0 होना चाहिए जब कम से कम एक इनपुट 0 है जब दोनों इनपुट 1 हैं तो आउटपुट 1 होना चाहिए इसी प्रकार कई अन्य गेट्स हैं एक गेट् जिसे OR गेट् कहा जाता है तो जो इस तरह से दर्शाया गया है ए और बी 2 इनपुट हैं और एफ आउटपुट है तो यह OR गेट् है और यहाँ ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह होगी तो यह 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है और OR गेट के मामले में जब भी कोई इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होगा आउटपुट केवल 0 होगा जब सभी इनपुट 1 के बराबर हों एक और अन्य गेट जैसे NAND गेट कहते है जो AND गेट का उलटा है तो NAND के मामले में ट्रुथ टेबल नीचे दिखाई गई है A B F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 इसी तरह यदि आप NOR गेट लेते हैं NOR गेट OR गेट का उल्टा और कुछ नहीं है एक और बहुत ही दिलचस्प गेट XOR गेट है मान लीजिए कि हमें 2 इनपुट मिले हैं और यहाँ आउटपुट 1 दिया जायेगा अगर सिर्फ एक इनपुट 1 के बराबर है तो यह ट्रुथ टेबल है अगर मैं इसे A B और F खींचता हूं यह 0 00 1 1 0 और 1 1 है तो जब यह एफ है जब भी यह 0 है क्योंकि दोनों इनपुट 0 हैं यह एक है यह एक है लेकिन यह फिर से 0 है 1 1 फिर से 0 है यह बता रहा है कि इनपुट समान हैं यह XOR गेट यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जब हम इस माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन में जा रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि यह 2 इनपुट ए और बी के बीच तुलना कर सकता है इसलिए यदि आप यह जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 इनपुट समान हैं या नहीं तो इस XOR गेट इसका सीधा जवाब है तो यह आप 2 नंबर या 2 इनपुट के XOR ले सकते हैं और अगर जवाब 0 है तो इसका मतलब है कि वे समान हैं यदि उत्तर 1 है तो इसका मतलब है कि मान समान नहीं हैं तो उस तरह से XOR गेट को बहुत अच्छा प्रयोग मिला है तो अन्य गेट्स इसी तरह आप XNOR गेट हो सकते हैं जहाँ XOR गेट आउटपुट आप एक बबल लेते हैं तो अगर यह XOR गेट है तो हम यहां एक बबल लेते हैं इसलिए यह XNOR गेट है और निश्चित रूप से एक और गेट जिसे हमने स्पष्ट रूप से बात नहीं की थी इन्वर्टर के बारे में जो कि एकल इनपुट एकल आउटपुट सर्किट है तो इन्वर्टर का मतलब है कि जो भी इनपुट होगा आउटपुट उसी का उल्टा होगा